नमस्कार और इस प्रदर्शन में स्वागत है यह प्रदर्शन भी प्रारूप स्ट्रिंग भेद्यता के बारे में है हम एक कोड देखेंगे जो इन vm में मौजूद है जिसे हमने इस पाठ्यक्रम के साथ भेजा हैं यह कोड NPTEL Codesmodule में मौजूद है आप इसे फाइल Print3ac पर देख सकते हैं यह कोड ठीक उसी तरह है जैसा हम निश्चित रूप से पहले देख चुके है यहाँ एक वैश्विक चर s है और हम जो करने का इरादा रखते हैं वह printf में भेद्यता का उपयोग करना है जो यहां मौजूद है और s को संशोधित करने में सक्षम है तो ध्यान दें कि s एक वैश्विक चर है तो इसलिए इसे अकारण रूप से प्रारंभिक मान 0 किया जाएगा ताकि किसी भी भेद्यता के बिना या इस प्रोग्राम की भेद्यता का शोषण किए बिना जब यह printf निष्पादित हो जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा हालांकि हम क्या करेंगे कि हम उपयोगकर्ता स्ट्रिंग को बदलने जा रहे हैं और ध्यान दें कि यह उपयोगकर्ता स्ट्रिंग printf में एक प्रारूप विनिर्देशक के रूप में निर्दिष्ट है तो हम इस उपयोगकर्ता स्ट्रिंग को संशोधित करने जा रहे हैं ताकि s का मान 0 न हो या इसके बजाय हम s के मान को कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे तो हम इसे पहले देखते हैं या हम प्रोग्राम बनाते हैं जैसा कि पहले clean बनाते हैं और फिर make हैं और फिर इसे print3a के रूप में चलाते हैं और ध्यान दें कि यह s से सम्बंधित 60 अधिक स्पष्ट करने के लिए मेल खाता है हम क्या कर सकते हैं print3ac और बस निर्दिष्ट करें कि s 60 के बराबर है तो क्या हुआ है कि printf में मौजूद भेद्यता के कारण s या जो 0 माना जाता है का मान संशोधित किया गया है और 60 का मान प्राप्त किया है तो हम कोड को इस तरह से एक अलग विंडो में खोलें और हम GDB को भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है ठीक है इसलिए हमने इस लाइन के प्रारंभ में एक ब्रेकपॉइंट लगाया है और हम यहां कुछ मानों पर ध्यान देंगे पहले हमें इसे अलग करने दें और printf के बुलाने पर ध्यान दें जो इस स्थान पर मौजूद printf user string है और निकटवर्ती स्थान 0804850c printf से वापसी का पता है अगली चीज़ जो हम देखेंगे वह इस वैश्विक चर s का पता है और जिसे हम इस p x s द्वारा प्राप्त करते हैं और हम ध्यान दें कि इसका मूल्य 0804a028 है जो कि निश्चित रूप से यह एक 0804a028 है जिसे छोटे भारतीय अंकन में व्यवस्थित किया गया है अब अगर हम इस विशेष user string को देखते हैं तो हम जो देखते हैं वह यह है कि इसमें मौजूद वैश्विक चर s का पता शुरू में मौजूद है दूसरा हमारे पास एक प्रारूप विशेषता 54x है जो यहां मौजूद है जिसका निश्चित रूप से मतलब है कि यहाँ 54 मान हैं जो मुद्रित हो सकते हैं और फिर हमारे पास 6n है तो n इंगित करता है कि एक कथन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर जो वर्णों की संख्या जिसे printf ने मुद्रित किया है उसे भरा जाएगा तो हम जो करना चाहते हैं वह यह है कि हम मुद्रित किए गए वर्णों की संख्या के साथ s को संशोधित करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यह प्रत्येक a एक वर्ण से मेल खाता है या इसलिए यह 4 वर्ण हैं जो इसके द्वारा मुद्रित होते हैं तो इनमें से प्रत्येक बाइट के लिए तब यहाँ पर एक स्थान है तो पाँच और अन्य दूसरा स्थान यहाँ पर छः जोड़ 54 है इसलिए यह कुल साठ अक्षर हैं जो मुद्रित हो जाते हैं तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि जब कोई printf इस n को निष्पादित करता है तो यह s 60 के मान से भर जाता है और इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं तो हमें s का मान मिला है और हमें उस printf से वापसी का मान भी मिला है जो कि 0804850c पते पर है और अब हम दो चरणों में केवल एक कदम के माध्यम से निर्देश देंगे कि हम printf PLT और अंत में printf फंक्शन प्रवेश करें इस बिंदु पर हम स्टैक को देखेंगे और स्टैक की कुछ सामग्रियों की सामग्री को मुद्रित करेंगे जो कुछ इस तरह दिखेगी तो पहली बात आप ध्यान देंगे कि वापसी का पता 0804850C यहाँ पर मौजूद है और इसका पता उपयोगकर्ता स्ट्रिंग जो कि ffffcf48 है उससे 1 पहले है ठीक और दूसरी बात जो हम ध्यान देते हैं वह यह है कि इस printf के पहले कथन से इस स्थान पर 6 शब्द 6 शब्दों की एक ऑफसेट पर printf के पहले कथन से यह उपयोगकर्ता स्ट्रिंग 0804a028 है तो क्या होता है कि printf पहले इन चार वर्णों को प्रिंट करेगा फिर यह उस स्थान को मुद्रित करेगा जहां यह 54 शब्द छोड़ देगा और फिर यह वास्तव में एक और स्थान मुद्रित करेगा जब यह यहाँ आता है तो हमारे पास s का वह पता मौजूद है तो n प्रतिशत के कारण जो कि प्रारूप विनिर्देशक और printf में है यह इस पते पर जाता है और इसमें उन वर्णों की संख्या भरें जो मुद्रित किए गए हैं इस मामले में 60 है तो इसलिए इस प्रकार जब printf निष्पादन पूर्ण होता है तो हमारे पास s है जिसका मान इसमें 60 है और इसलिए जब हम इस विशेष निष्पादन को जारी रखते हैं तो हम देखते हैं कि s को 60 का मान मिलेगा अब ध्यान दें कि हर बार जब आप इस विशेष प्रोग्राम को संकलित करते हैं तो s के पते में मामूली सा अंतर और उपयोगकर्ता स्ट्रिंग के पते अन्य मामूली अंतर और इसी तरह अन्य हो सकता है इसलिए भले ही स्रोत कोड आपको दिया गया हो यह अच्छा होगा कि वास्तव में GDB का उपयोग s के लिए सटीक स्थानों की पहचान करें इसके अनुसार कार्यक्रमों को संशोधित करने और फिर इसे काम करने के लिए निष्पादित करें धन्यवाद